इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के लेक्चर में आपका स्वागत है यह लेक्चर नंबर 20 है आज हम कंस्ट्रेंड मैक्सिमा और मिनीमा को डिसकस करेंगे हम लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के बारे में बात करेंगे जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है यहां पर हम फंक्शन को किसी कंस्ट्रेंट के साथ लेते हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या है हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अगर हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनीमा फाइंड करना चाहते हैं माना ufxy जहां एक कंस्ट्रेंट xy0 है तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन और कोई कंडीशन है यह उसी प्रॉब्लम जैसा है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इसकी बाउंड्री भी कंसीडर की थी वह बाउंड्री वह एडिशनल कंस्ट्रेंट थे किसी फंक्शन पर जो कि एक्स और वाई सेटिस्फाई करते हैं वहां पर या तो x जीरो हो है या y जीरो है या फिर लाइन y इक्वल टू 9 x तो हमें एक और कंडीशन फंक्शन के लिए दी गई है जहां हमने y की वैल्यू fxy में सब्सीट्यूट की है तब फंक्शन एक वेरिएबल की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है जो कि इस तरह की हर कंडीशन के लिए होगा तो आज हम लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे जहां हमें y की वैल्यू फंक्शन में सब्सीट्यूट नहीं करनी है और से हमें एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं मिलेगा और हम एक्सट्रीमा के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस केस में हमें एक डायरेक्ट मेथड देखना है जो बिना सब्सीट्यूट किए क्रिटिकल प्वाइंट ज्ञात कर सके और फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट हो सकता है इन पॉइंट पर तो मैं अब लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को एक्स प्लेन करता हूं चेन रूल को काम में लेते हुए u बराबर है fxy के और हम यह dudx डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि y x का फंक्शन है और यह x और y में रिलेशन है y को यहां से हटाते हुए हम देखेंगे कि यह x का फंक्शन है और अब dudx ज्ञात किया जा सकता है लेकिन यहां पर चैन रूल लगाएंगे और पार्शियल डेरिवेटिव को काम में लेंगे तब dudx 1 हो जाएगा और प्लस यह पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में और फिर dydx इस dydx के साथ और एक्सट्रीमा के पॉइंट पर क्योंकि हम जानते हैं की dudx ज़ीरो होना चाहिए यह एक वेरिएबल की प्रॉब्लम है जहां पर हमें u का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है और यह एक्सट्रीमा के पॉइंट पर जीरो होना चाहिए तो हम यह देखेंगे इस पॉइंट पर यह डेरिवेटिव 0 होना चाहिए इसका मतलब ∂f∂x∂f∂ydydx0 इन टू dydx 0 होना चाहिए एक्सट्रीमा के पॉइंट पर ∂f∂x∂f∂ydydx0 होना चाहिए और यह एक कंडीशन है जो हमें मिलती है और जो एक्सट्रीमा के पॉइंट पर सेटिस्फाई होनी है और यह इक्वेशन जोकि कंस्ट्रेंट है xy0 तो एक्सट्रीमा का पॉइंट कोई भी हो यह कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि यह गिवेन प्रॉब्लम है और यह एक्स और वाई में रिलेशन है जोकि सेटिस्फाई होना है एक्सट्रीमा का पॉइंट कोई भी हो यह इक्वेशन सेटिस्फाय होनी है तो फिर यह भी एक्सट्रीमा का पॉइंट है हमारे पास यह इक्वेशन आती है यदि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात करें तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तब हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और फिर चेन रूल प्लस ∂f∂ydydx0 हमने एक और इक्वेशन प्राप्त कर ली है जोकि एक्सट्रीमा के पॉइंट पर सेटिस्फाय होनी है अब हम इन दोनों इक्वेशन में से dydx को एलिमिनेट करेंगे और फिर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में सब कुछ होगा तब हमारे पास ∂ϕ∂x∂ϕ∂ydydx इक्वेशन होगी यह इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड होगा और हमने इसे fyy से मल्टीप्लाई कर दिया है यह इसलिए क्योंकि यह y और यह y कैंसिल हो जाएंगे और माइनस साइन के साथ dydx और यह ∂f∂y और यहां पर ∂f∂y और dydx तब यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें dydx से फ्री टर्म मिलेगी इस केस में हमने जब ऐड किया है कभी यह टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मानना होगा तो हमें ∂f∂x∂ϕ∂x0 मिलता है इस तरह यह वह इक्वेशन है जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाई होनी है और यह एक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर आ रहा है इसलिए एक और होगी अब हमारे पास यह जो रिलेशन है जहां से ∂f∂y बराबर है y λ के तब तब हमारे पास यह एक और रिलेशन है जो कि सेटिस्फाई होना है और हमारे पास इक्वेशन xy0 है अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं जोकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाई होनी है आगे चलते हुए हमने यह माना है हमने यह डिस्कस कर लिया है की यह वही इक्वेशन हैं जोकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाई होनी है यहां हमारे पास तीन पैरामीटर हैं तो अब हम 3 अननोन के साथ चलेंगे जहां पर एक्स और वाई वह पॉइंट हैं जिन्हें हम फाइंड करना चाहते हैं और भी यहां इंट्रोड्यूस किया गया है यहां पर एक्स वाय और है इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इन तीनों की वैल्यू पता करनी है और तब वह पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होंगे जोकि एक्स और वाई में हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या है यह हमने डिस्कस किया है हम एक आसान तरीका इसको याद रखने के लिए काम में ले सकते हैं जो हमने अभी देखा वह थोड़ा सा बड़ा मेथड है लेकिन अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जो की याद रखने में आसान है की इन इक्वेशन को डायरेक्टली कैसे प्राप्त किया जाए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जहां u बराबर है fxy के इसे हम मिनिमाइज या मैक्सिमा इज करना चाहते हैं और यह वह कंडीशन है जो एक्स और वाई सेटिस्फाई करते हैं हमने अभी अभी ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन डिफाइन किया है तो हमने डिफाइन किया है Fxyλfxyλϕxy तो हम यहां फंक्शन fxy लेंगे जो जिसे हम मिनिमाइज या मैक्सिमा मैं करना चाहते हैं और प्लस यह लैंबदा और यह कंस्ट्रेंट ϕxy हमें इस तरह का ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन डिफाइन करना होगा और इस आइडिया को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं जबकि हमारे पास कई सारे कंस्ट्रेंट जैसे फाई 1 और फाई 2 और इसी तरह आगे भी फिर से हमें 1 12 2 इंट्रोड्यूस करना होगा और ज्यादा लैंबदा लेने होंगे तो हम केवल एक कंस्ट्रेंट को यहां डिस्कस कर रहे हैं और तब हमारे पास नेसेसरी कंडीशन f के एक्सट्रीमा के लिए आती है इसका मतलब है की Fx0 Fy0 और F0 t हम f के क्रिटिकल प्वाइंट पता कर सकते हैं ऐसा करने से हमें वह इक्वेशंस मिलेंगे जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाय होनी चाहिए तो जब हम ड्राइव करेंगे तब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिलेगा और हम fxλx प्राप्त करेंगे इसका मतलब यह है यह Fx0 बराबर है fxλx0 के जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी और Fy0 अतः फिर से fyλy0 जोकि दूसरी इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन F0 है और जो कि ϕ0 होगी हमारे पास 3 इक्वेशन है जोकि ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन को डिफाइन करने से आए हैं अब हम यहां fxy को सब्सीट्यूट करते हैं और एक लैंबदा इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर हमारे पास केवल एक कंस्ट्रेंट है तो फिर λϕxy लेकिन हम इस आइडिया को ज्यादा कंस्ट्रेंट पर भी लगा सकते हैं एग्जांपल के लिए यदि दो कंस्ट्रेंट हैं तो 1xy जीरो के बराबर है और 2xy भी जीरो के बराबर है और फिर हम दो लैंबदा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अब हमें फिर से नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करनी है यहां पर दो लैंबदा है तो एक और इक्वेशन आएगी 1 के रेस्पेक्ट में और 2 के रेस्पेक्ट में एक और कंस्ट्रेंट आएगा और और भी कुछ टर्म आएंगी हम एक कंस्ट्रेंट के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं और लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगा रहे हैं हम स्टेशनरी प्वाइंट पता करेंगे और उन्हें हम एक्सट्रीमा के लिए पॉइंट भी कह सकते हैं तो यह एक्सट्रीमा के लिए पॉइंट होंगे हम इनका बिहेवियर नहीं चेक करेंगे कि यह लोकल मिनिमम हैं या लोकल मैक्सिमम है हम इन पॉइंट का नेचर नहीं डिटरमाइंड करेंगे जैसा कि हम पहले किया करते थे तो हम ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम पता करेंगे दिए हुए कंस्ट्रेंट के लिए और लाग्रांज मल्टीप्लायर पता करेंगे सभी पॉइंट के लिए इन पॉइंट को क्रिटिकल प्वाइंट कहा जाएगा तो हम सारे क्रिटिकल प्वाइंट पता करेंगे इन सभी पॉइंट से और तब हम आईडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमम का है या ग्लोबल मिनिमम का है इस तरह के पॉइंट ्स क्रिटिकल प्वाइंट में से कुछ एक होते हैं और तब हम उन पर एस हो इवेलुएट कर सकते हैं और स्मालेस्ट और लार्जेस्ट देख सकते हैं और इसके बाद हमें और किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी यदि हम एब्सलूट मैक्सिमम और मिनिमम पता करना चाहते हैं तो हम केवल एप्स लिमिट मैक्सिमम एब्सलूट मैक्सिमम और मिनिमम पता करना चाहते हैं इसलिए हमें और किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी यह चेक करने के लिए की यह लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का पॉइंट है या सैडल प्वाइंट है बल्कि हम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं जोकि प्रॉब्लम में है और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है अब हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं हमें इस फंक्शन x2 y2 2x का इस रीजन x2y2≤1 में मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है तो यह कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और हम फंक्शन x2 y2 2x का मैक्सिमम मिनिमम पता करना चाहते हैं कंस्ट्रेंट x2y2≤1 एक्स और वाई द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है हम इस सर्किल को की बाउंड्री को इंक्लूड करने वाली बाउंड्री डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं अतः एक्स और वाई इस डोमेन में ही रिस्ट्रिक्टेड हैं तो यहां एक्स वाय पर रिस्ट्रिक्शन है इसलिए यह प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट वाली है और हम इसे 2 तरह से कर सकते हैं इस तरह की सभी प्रॉब्लम यह रीजन दिया हुआ होता है तो यह बाउंड्री x2y21 है हम इसे दो प्रॉब्लम में तोड़ लेंगे और फिर इस प्रॉब्लम x2 y2 2x के मैक्सिमम या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे इस डोमेन में इन बाउंड्री पर इसका मतलब यह है की गैर बराबर है एक के और यह वह प्रॉब्लम है जो हमने लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हुए डिसकस की थी जब हमने डोमेन x2y21 दिया था तो हमारा डोमेन ओपन है और अब हम उस आईडिया को जो हमने पहले डिस्कस किया था उससे क्रिटिकल प्वाइंट को फाइंड करेंगे जो इस रीजन में हैं फिर हम इन पॉइंट पर f को इवेलुएट करेंगे यदि क्रिटिकल प्वाइंट इस डोमेन में नहीं आते हैं और डोमेन के बाहर हैं तब हम उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि हमारा उन में इंटरेस्ट नहीं है तो यह प्रॉब्लम दो पार्ट में ली जाएगी पहले मैं क्रिटिकल प्वाइंट या लोकल एक्सट्रीमा के लिए डोमेन के कैंडिडेट पॉइंट लिए जाएंगे आता है अतः x2y21 और एक प्रॉब्लम इन मिनिमम के पॉइंट को बाउंड्री पर सर्च करना है तो हम पहले डोमेन के अंदर पहले चलते हैं इंटीरियर के लिए हमें x2y21 जो हमने आईडिया पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसके अलावा यहां कुछ नहीं लगाना है तो हमारे लिए fxyx2 y2 2x और हमें मिलेगा fx जोकि देता है fx और fy0 लेने से हमें मिलेगा y0 इसका मतलब y 0 है fxy0 का केवल एक क्रिटिकल प्वाइंट है जो कि एक और जीरो है लेकिन यह पॉइंट 1 0 इंटीरियर में नहीं आता है यह तो बाउंड्री का पॉइंट है लेकिन हम उसका ध्यान पहले ही रखते हैं और हम बाउंड्री को अगली स्लाइड में डिसकस करेंगे तो यहां पर इंटीरियर में कोई भी क्रिटिकल प्वाइंट नहीं है और इस इंटीरियर के बाहर यह पॉइंट कंसीडर किया जाएगा अब हम इस पॉइंट को इस सब प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करेंगे हमें इंटीरियर में एक्सट्रीमा देखना है अतः यह पॉइंट बाउंड्री पर है लेकिन यह अपने आप ही प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि हम बाउंड्री पर भी क्रिटिकल प्वाइंट डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम में हम इस बाउंड्री x2y21 पर लोकल एक्सट्रीमा देखेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि हमें इस कंडीशन के चलते मैक्सिमा और मिनीमा फाइंड करने हैं और सॉल्व करना है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को काम में लेते हुए क्योंकि हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट x2y21 है और फिर हम ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन डिफाइन करेंगे जो की है x2 y2 2xλx2y2 1 तो हम क्रिटिकल प्वाइंट फाइंड करेंगे fx0 जोकि होगा 2 x 22 x और सिंपलीफाई करने से x और 1λ बराबर है 1 के दोबारा देखें तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में 2x मिला और फिर यह इस 2x को हमने जीरो लिखा यह 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स और प्लस यह x रहेगा हम एक्स कॉमन ले सकते हैं अतः x1λ1 और फिर Fy0 हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट लेते हुए तब हमें मिलेगा y और λ 1 जो कि जीरो रखा जाएगा और फिर एक और पॉइंट आएगा जब हम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कंस्ट्रेंट वापस आ जाएगा और x2y2 जीरो के बराबर होगा अब हमें यह तीन इक्वेशंस सॉल्व करनी है और इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के कैंडिडेट पॉइंट मिलेंगे अब हमारे पास यह तीन इक्वेशन हैं हम इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व बीच वाली से हम शुरुआत करते हैं यह इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाई होती है या y इज इक्वल टू जीरो पर या फिर दोनों पर यदि हम y को पहले जीरो ले तब यह इक्वेशन सेटिस्फाय होती है और जब y को जीरो लें तब तीसरी इक्वेशन से x2 वन के बराबर आता है जिसका मतलब है की एक्स बराबर है ± 1 के और यह इक्वेशन भी सेटिस्फाई है यदि y 0 के बराबर है और x ± 1 के बराबर है तब यह दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं यदि एक्स को 1 तब 1λ वन होना चाहिए इसलिए जीरो होगा जबकि हमने एक्स को वन लिया है यदि एक्स को 1 लिया जाए तब 2 होगा अतः λ0 2 पहली इक्वेशन से लैंबदा शून्य के बराबर है लैंबदा 2 के बराबर है तो हमारे पॉइंट क्या हैं हमारे पॉइंट हैं x बराबर है 1 के y बराबर है 0 के और लैंबदा बराबर है जीरो के यह वह पॉइंट है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दूसरा पॉइंट 1 0 2 है यह भी सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें लैंबदा वन के बराबर है और यदि हम लैंबदा को 1 ले तो इस इक्वेशन से हम एक्स पता कर सकते हैं एक्स की वैल्यू 12 आती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो x12 λ1 और क्योंकि एक्स 12 है तो हम y पता कर सकते हैं और y21 14 अतः हमें y±32 मिलेगा और हमें एक और पॉइंट मिल गया है तो अब हमारा पॉइंट है x12 और बॉय का मान 32 λ1है यह 1 पॉइंट है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और फिर हमारे पास x12 और 32 और फिर एक बार 1 यह एक और पॉइंट है इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और यह वह सारी पॉसिबिलिटी हैं इनके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो यह एक्सट्रीमा के कैंडिडेट पॉइंट हैं और मैं यहां पॉइंट में एक्स और वाई ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है की वैल्यू में हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे लिए कैंडिडेट पॉइंट प्लस माइनस वन और जीरो यह पहले 2 पॉइंट है और दूसरे 2 पॉइंट 12±32 हैं और यह एक्सट्रीमा के कैंडिडेट हैं फंक्शन की वैल्यू अब ±10 और 12±32 पर कंप्यूट की जाएंगी यह हमारा फंक्शन था और यह पॉइंट 10 10 और यहां y 32 लिया जाएगा क्योंकि यहां y2 है तो इसलिए साइन मैटर नहीं करता इस फंक्शन की वैल्यू जब 10 तब 21 1 फंक्शन की वैल्यू 10 पर 1 है यदि हम 10ले तो एक्स माइनस वन है तब यहां 1 आएगा और यह जीरो तब हमारे पास दो आएगा और फिर 3 इसी पॉइंट पर इसी प्रकार यदि हम कंप्यूट करें तो हमें 32 मिलेगा तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 10 पर मिलती है जोकि तीन है इस पॉइंट पर अतः फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तीन है और मिनिमम वैल्यू इन 2 पॉइंट पर है या फिर 32 है इस प्रॉब्लम में हम कनक्लूड कर सकते हैं कि हमने सारे क्रिटिकल प्वाइंट कंप्यूट कर लिए हैं हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट कर ली है और हमने 3 को मैक्सिमम वैल्यू कहा है जो की 10 पर मिली है और 32 मिनिमम वैल्यू है जो फंक्शन ने 12±32 पर ली है अभी प्रॉब्लम में हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं जहां रीजन गैप है फिर से यह उसी तरह की प्रॉब्लम है हमें रीजन दिया गया है और फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हम पहले की तरह ही चलेंगे हम पहले इंटीरियर प्वाइंट पर एक्सट्रीमा देखेंगे इसका मतलब है कि जब 20 से कम है तो हमारे पास ओपन डोमेन है जिसकी बाउंड्री नहीं है तब हम fx0 कंप्यूट करेंगे जोकि 2x0 है अतः x0 हम fy0 कंप्यूट करेंगे और देखते हैं की y0 यहां पर हमारा क्रिटिकल प्वाइंट जीरो है जोकि डोमेन में आता है अतः 00 पॉइंट डोमेन में है इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे और फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे और तब हम कह पाएंगे की फंक्शन इस पॉइंट पर मिनिमम है या ग्लोबल मिनिमम है अब हम लोकल एक्स ट्रीमम 2220 के बाउंड्री पर कंसीडर करेंगे इक्वलिटी के साथ हमें लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगाना होगा तो प्रॉब्लम इस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमा इज करने की है इस कंस्ट्रेंट के साथ अब हम ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन को डिफाइन करेंगे और यहां लगाएंगे कंस्ट्रेंट से पहले और फिर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हुए क्रिटिकल प्वाइंट फाइंड करेंगे एक्स व्हाय और के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से हमें यह इक्वेशन मिलेंगे इन इक्वेशन से हमें क्रिटिकपॉइंट करने हैं इक्वेशन से पहले हम लिखेंगे x 2 को की टर्म ् में दूसरी इक्वेशन से y 1 को की टर्म में लिखेंगे और यहां सब्सीट्यूट करेंगे तो हमें की पॉसिबल वैल्यू ज मिलेंगे इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास होगा xλx 20 अतः 21λयदि हम x 26 प्राप्त कर सके तो यहां पर x 2 21λ इसी प्रकार हम y 1 11λ प्राप्त कर सकते हैं और तीसरी इक्वेशन में x 2 और y 1 को सब्सीट्यूट करने से हमें मिलेगा और उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है तब हमारे पास होगा 1λ±12 और इससे हमें मिल जाएगा जब हमारे पास होगा तब हम x और y पहली और दूसरी इक्वेशन से पता कर सकते हैं हम केवल एक्स और वाई के वैल्यू लेंगे क्योंकि फंक्शन में एक्स और वाई हैं हमने 3 पॉइंट पता किए हैं जिसमें से एक इंटीरियर में है जोकि 0 0 है और 2 पॉइंट हमें 2 1 और 6 3 मिले हैं इन 3 पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करेंगे अतः 0 0 पर फंक्शन जीरो है 2 1 पर यह पांच है और 6 3 पर इवेलुएट करें तो फंक्शन fxyx2y2 है यहां पर पांच है और यहां पर 6236 945 है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हैं और हम यह देखते हैं कि यह मिनिमम है और इसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं अतः मिनिमम वैल्यू क्योंकि यह सभी वैल्यू जीरो से ज्यादा है अतः 0 0 पर मिनिमम जीरो होगा और मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट 6 3 पर ली जा रही है यहां पर फंक्शन की वैल्यू 45 है अतः फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू 45 है l अतः हम लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से फंक्शन fxy का मैक्सिमम और मिनिमम पता करना चाहते हैं जबकि कोई कंस्ट्रेंट साथ में दिया हुआ है इसके लिए हम एक ऑग्ज़ीलियरी फंक्शन फॉर्म्युलेट करेंगे और एक को इंट्रोड्यूस करेंगे फाई फंक्शन से पहले और फिर नेसेसरी कंडीशन एक्सट्रीमा के लिए लगाएंगे जो कि Fx0 है और साथ ही Fy0 और F0 जो कि हमें देगा xy0 इन तीन इक्वेशन में से x y और वैल्यू ज्ञात करनी है अतः x y की सभी पॉसिबल वैल्यू जो इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वह हमें कंप्यूट करनी है और फिर फंक्शन fxy की वैल्यू इन पॉइंट पर देखनी है जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देते हैं और इस तरह हम ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं लेकिन हमें यहां पर सावधान रहना होगा उस तरह की प्रॉब्लम में जबकि हमारे पास क्लोज और बॉउंडेड डोमेन हो तब हमें डोमेन में भी देखना होगा क्योंकि उस समय कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेते हैं और वह बाउंड्री पर भी हैं जहां पर फंक्शन एक्सट्रीमा है यह कुछ रेफरेंसेस हैं जो लेक्चर को तैयार करने में काम में लिए गए हैं धन्यवाद